तो आपका स्वागत है यह लैपलेस ट्रांसफॉर्म के गुणों पर व्याख्यान संख्या 55 है और पिछले व्याख्यान की निरंतरता में हम लाप्लास परिवर्तन के कुछ और गुणों पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से हम 𝑡 द्वारा इस विभाजन पर चर्चा करेंगे कि यदि 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर दिया जाता है तो ft का लाप्लास रूपांतर क्या होगा और फिर डेरीवेटिव का लाप्लास रूपांतर क्या होगा चर्चा की जाए यह इस अध्याय में महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है इस व्याख्यान में और फिर इंटीग्रल के लाप्लास रूपांतर पर भी चर्चा की जाएगी तो याद करने के लिए आ रहा है कि हमने क्या कवर किया है हमने पिछले व्याख्यान में किन गुणों को शामिल किया है इसलिए मूल रूप से स्केल वाले गुण तोथे e atअगर 𝑓 𝑡 से गुणा तो हम 𝐹 𝑠 𝑎 है वहाँ एक शिफ्ट है वहाँ है और अगर वहाँ फंक्शन में शिफ्ट है तो e as में आता है यह ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी का परिवर्तन कहता है कि यदि 𝑓𝑡 का लैपलेस 𝐹𝑠 है तो 𝑓𝑎𝑡 1af है और फिर हम भी इस गुणा संपत्ति है पर चर्चा की है की tnf n है और इस 𝐹 𝑠 का 𝑛th डेरीवेटिव है तो अब हम डिवीज़न प्रॉपर्टी को जारी रखेंगे तोक्या होगा ft यदि 𝑓𝑡 दिया गया हो इसलिए यहां हम मानते हैं कि 𝑓 पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल आर्डर 𝛼 का है और हमारे पास यह अतिरिक्त शर्त है जो यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि ftऔर t दाईं ओर से 0 तक पहुंचते हैं यह मौजूद होना चाहिए तभी हम ftके लाप्लास परिवर्तन के बारे में बात कर सकते हैं और परिणाम होगा s𝐹𝑢𝑑u कि साधन जब हम इस 𝑡 से विभाजित करते है हम मूल रूप से एकीकृत करने के लिए इस लाप्लास 𝑓 का बदलना है और इस परिणाम सभी 𝑠 α α था 𝑓 के एक्सपोनेंशियल आदेश के लिए मान्य है वहाँ केवल एक प्रमाण को देखते हुए इसलिए हम यहाँ 𝑔𝑡 को ft रूप में लेते हैं जिसका लाप्लास परिवर्तन हम अभी गणना करने जा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास यह संबंध है कि 𝑓𝑡 𝑡𝑔𝑡 और फिर 𝐹𝑠 जो कि 𝑓𝑡 और 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर 𝑡𝑔𝑡 है इस 𝑡 के रूप में दिया जाता है तो 𝑡𝑔𝑡 की लाप्लास और हम पिछले व्याख्यान से पता है इस संपत्ति है कि जब हम 𝑡 द्वारा गुणा करते है यह − dds की तरह है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 𝑔 𝑡 का ठीक है अगर हम अब इस संबंध को 𝑠 के संबंध में एकीकृत करते हैं तो यहां 𝐹𝑠 − dds 𝐿𝑔𝑡 है तो हम इसे प्राप्त करेंगे इसलिए पहले यह पक्ष तो हम यहाँ 𝑔𝑡 का लाप्लास प्राप्त करेंगे क्योंकि यह एक डेरीवेटिव था और हम एकीकृत करते हैं इसलिए इस डेरीवेटिव को हटा दिया जाएगा हमारे पास s से ∞ की सीमा है और फिर दाईं ओर यह 𝐹𝑠 𝑠 से ∞ तक एकीकृत हो जाएगा अब हमें यहां इन सीमाओं को देखना होगा तो हमारे पास 𝑔𝑡 का यह लाप्लास रूपांतर है और हम देख रहे हैं कि जब यह s ∞ में जाएगा तो यहां क्या होगा यह s का एक फंक्शन है और हम देख रहे हैं कि जब s ∞ में जाएगा तो क्या होगा और परिणाम में याद रखें जहां हम लाप्लास परिवर्तन के अस्तित्व पर चर्चा करते हैं हम देखते हैं कि यदि दिया गया फलन 𝑓𝑡 एक्सपोनेंशियल आर्डर का पीसवाइज कंटीन्यूअस फलन है तो s के ∞ में जाने पर इसका लाप्लास रूपान्तरण 0 हो जाता है तो यहाँ हमारे पास यह फ़ंक्शन 𝑔𝑡 है अब हमें यह देखना है कि क्या 𝑔𝑡 पीसवाइज कंटीन्यूअस है और यह एक्सपोनेंशियल आर्डर 𝛼 का है तो निरंतरता के संबंध में 𝑔𝑡 की पीसवाइज कंटीन्यूअसता इसलिए यहां 𝑔𝑡 ft है और 𝑓 पीसवाइज कंटीन्यूअस है इसलिए हमारे पास पहले से ही कीपीसवाइज कंटीन्यूअसता है और 𝑡 वैसे भी निरंतर है तो इसके अलावा क्योंकि यहां एक बिंदु है जब 𝑡 0 के करीब पहुंचता है इसके अलावा इस भागफल की टुकड़े टुकड़े निरंतरता के बारे में कोई समस्या नहीं है जिसे हमने 𝑔 𝑡 द्वारा दर्शाया है लेकिन सवाल यह है कि कब 𝑡 0 तक पहुंचता है यह सीमा मौजूद नहीं हो सकती है जिसका अर्थ है कि सीमा 𝑡 से 0 तक पहुंचती है यह ft मौजूद नहीं हो सकता है क्योंकि वह 𝑓 के पीसवाइज कंटीन्यूअस से अपने आप नहीं आ रहा है 𝑓 की पीसवाइज कंटीन्यूअसता 𝑓𝑡 कीपीसवाइज कंटीन्यूअसता कहती है कि सीमा 𝑓𝑡 जब t से 0 तक पहुंचती है जो मौजूद है लेकिन यहां हम 𝑡 से विभाजित कर रहे हैं इसलिए यह सामान्य रूप से मौजूद नहीं हो सकता है इसलिए इसलिए हमें यह कहना होगा कि यह सीमा ft मौजूद है और यह इस फ़ंक्शन 𝑔𝑡 को पीसवाइज निरंतर बनाने के लिए है तो फलन 𝑔𝑡 पीसवाइज कंटीन्यूअस है क्योंकि यह इस फलनका अनुपात है ft और जैसे ही t 0 के करीब पहुंचता है हमारे पास यह अतिरिक्त धारणा है कि ft मौजूद है तो यह फलन 𝑔𝑡 की पीसवाइज कंटीन्यूअसता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है घातांकीय क्रम के संबंध में चूंकि f घातांक क्रम का है और यहां हम t द्वारा इस विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं और आम तौर पर हम इस सीमा को 𝑡 से ∞ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अगर इस 𝑡 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन द्वारा यह सीमा है तो निश्चित रूप से यहां हम 𝑡 से भी विभाजित कर रहे हैं तो इस ftमें निश्चित रूप से t के बड़े मानों की सीमा होगी इसलिए एक्सपोनेंशियल आर्डर 𝛼 को विभाजित करके विचलित नहीं किया जाता है और यह पीसवाइज कंटीन्यूअसता बनी रहती है क्योंकि हमारे पास यह अतिरिक्त धारणा है कि ft सीमा 𝑡 0 तक पहुंचती है तो इस 𝑔𝑡 को एक्सपोनेंशियल आर्डर के पीसवाइज निरंतर फंक्शन होने के कारण इसका लाप्लास परिवर्तन 0 पर जाएगा क्योंकि s ∞ के करीब पहुंचता है तो यहाँ पहली बार सीमा 0 हो सकता है और तो जब हम इस 𝑠 स्थानापन्न करते है तो हमारे पास है बस 𝑔 𝑡 की लाप्लास और दाहिने हाथ की ओर हमारे पास है s𝐹𝑑s और इस का परिणाम हम साबित करना चाहते हैं अपने समकक्ष के लिए लाप्लास उलटा परिणत है तो हम कहते हैं कि अगर L उलटा 𝐹 𝑠 है 𝑓𝑡 इस 𝑓 𝑡 अभिन्न के तत्कालीन 𝐿 उल्टा s𝐹𝑑s होता है तो अब हम कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे इसलिए हम उदाहरण के लिए इस फ़ंक्शन f𝑡 को sin att के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम sin 𝑎𝑡 के लाप्लास पता हैaa2s2और फिर हम लाप्लास के इस संपत्ति को लागू कर सकते हैं कि इसका मतलब है हम सिर्फ sin 𝑎𝑡 की इस saa2s2𝑑s लाप्लास को एकीकृत करने के लिए है और कहा कि इसका मतलब है इस sin attका लाप्लास 𝜋2 tan 1sa है अगले उदाहरण में हम इस फंक्शन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को खोजना चाहते हैं फिर से इसी तरह की स्थिति इसे यहां t से विभाजित किया जा रहा है इसलिए यदि हम 2sin t sin httका लाप्लास रूपान्तरण पाते हैं और फिर हम इस गुण विभाजन को t द्वारा लागू कर सकते हैं और हम इस दिए गए फलन का यह लाप्लास रूपान्तरण प्राप्त कर सकते हैं तो लाप्लास इस ftका s𝐹𝑑u है तो हमारे पास 𝑓𝑡 का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म है लैपलेस sintds का और इस sint का लाप्लास जिसे हम Laplace etsint और माइनस Laplace of e tsint के रूप में परिकलित कर सकते हैं तो यहाँ दोनों स्थानों के लिए हम इन गुणों का उपयोग कर सकते हैं तो हमारे पास यहां 112 11s12है और यहां हमारे पास इस 𝑓𝑡 का लैपलेस है जो पहले से ही वहां दिया गया है तो 𝑓𝑡 का लैपलेस s से ∞ sintका लाप्लासअभिन्न होगा और इसे s पर एकीकृत करना होगा जो अभी यहां दिया गया है तो प्रत्यक्ष एकीकरण से हमारे पास इस tan 1 और उसके बाद सीमा stan 1s1 को फिर से सीमा इस 𝑠 से ∞ और फिर हम यहाँ है 2 और tan 1 क्योंकि जब 𝑠 दृष्टिकोण को ∞ इस tan 1 𝜋2 हो जाएगा और हमारे पास है tan 1 और उसके बाद माइनस से फिर से एक ही स्थिति tan 1 𝜋2 हो जाएगा फिर tan 1s1 तो यह 𝜋2 और 𝜋2रद्द हो जाएगा और फिर इस गुण का उपयोग करके tan 1x tan 1y बराबर है tan 1xy1xy के हम प्राप्त करने के लिए और अधिक सरल बना सकते हैं tan 12s2 तो अब अगले उदाहरण में हम इनवर्स लाप्लास इस s1ss1ds फंक्शन का खोजने के लिए मतलब इस इंटीग्रल का यह L इनवर्स हम इस प्रॉपर्टी को जानते है इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है 𝑓𝑡 𝑡 तो अब 𝑓𝑡 क्या है यह इस इंटीग्रैंड का लाप्लास प्रतिलोम है 1ss1 इसलिए हमें 1ss1 का लाप्लास प्रतिलोम ज्ञात करना है जो इस आंशिक भिन्न का उपयोग करके किया जा सकता है तो हमारे पास है 1s 1s1और फिर लाप्लास linearity संपत्ति का उपयोग कर उलटा हम यहाँ है 𝐿 इनवर्स1s और 𝐿 इनवर्स 1s1जो यहाँ 1 हैऔर फिर 1s 1 है 1 e t तो हमारे पास इस समाकलन का लाप्लास प्रतिलोम है और फिर यह गुण कहता है कि इस समाकल का प्रतिलोम केवल ft होगा तो यह की 𝐿 इनवर्स s1ss1ds का 1 e tt होगा डेरिवेटिव के लाप्लास परिवर्तन के लिए आ रहा है इसलिए हमारे पास यह तथाकथित डेरीवेटिव प्रमेय है और वास्तव में यह इस रूपांतरण कैलकुलस के परिणामों में से एक है क्योंकि इसमें इंटीग्रल एक्वेशन्स को हल करने के लिए कई अनुप्रयोग हैं जिसमें डिफ्रेंटिएल एक्वेशन्स शामिल हैं आर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल तो मान लीजिए कि यह निरंतर है और एक्सपोनेंशियल आर्डर का है और पीसवाइज में कंटीन्यूअस है तो इन शर्तों के तहत हमारे पास यह अच्छा परिणाम है कि 𝑓′𝑡 का लाप्लास परिवर्तन 𝑓𝑡 −f के लाप्लास का गुना है और यह वास्तविक 𝑠 𝛼 के लिए मान्य है और यह संपत्ति फिर से समान कहती है फूरियर रूपांतरण में हमारे पास जो था वह यह है कि डेरीवेटिव का लाप्लास परिवर्तन s f𝑡 के लाप्लास परिवर्तन के बराबर है और इस 𝑓 को घटाता है तो हम इस s𝑓′𝑡e st𝑑t इंटीग्रल पर विचार करें और फिर कुछ हिस्सों कि इंटीग्रल हम 𝑓 है 𝑓𝑡 वहाँ e st है और इस सीमा को और उसके बाद फिर यहां इस 𝑓 𝑡 वहाँ हो सकता है और यह 𝑠𝑡 तो यहाँ हमे सिमा से रखनी है t ∞ को जा रहा हैऔर t 0 को जा रहा है तो जब t ∞ को पहुँचता है यह e st इस टर्म को 0 कर देगा और जब t 0 को जाएगा हमे यह 𝑓 प्राप्त होगा तो हमारे पास यह −𝑓 के साथ है और इस स्थान पर यह और ऋण चिह्न है और यह −𝑠 इसे बना देगा और फिर परिणाम 𝑓𝑡 का लाप्लास रूपांतर है तो हमारे पास यह परिणाम है कि 𝑓′𝑡 का लाप्लास परिवर्तन 𝑠𝐿𝑓𝑡 𝑓 के बराबर है उलटा लाप्लास परिवर्तन के लिए इसका समकक्ष हम आमतौर पर इस परिणाम का थोड़ा अलग रूप में उपयोग करते हैं कि अगर हम जानते हैं कि 𝐿 इनवर्स 𝐹 𝑠 𝑓 𝑡 है और इसके अलावा हमें यह भी चाहिए कि 𝑓 0 है इसलिए यदि यहां यह शब्द नहीं है तोकर सकते हैं तो हमारे पास यह इस 𝑠𝐹𝑠 का L इनवर्स है t के संबंध में 𝑓 के डेरीवेटिव के बराबर है इसलिए हम इस इनवर्स लाप्लास परिवर्तन संपत्ति की एक समस्या पर लागू होंगे यह डेरीवेटिव प्रमेय अब हमारे पास कुछ टिप्पणियां हैं कि यदि 𝑓𝑡 उदाहरण के लिए 𝑡 0 पर निरंतर नहीं है क्योंकि हम इस कंटीन्यूअस को मानते हैं तो हमने यहां 𝑓 लिया है अन्यथा इसे इस सीमा 𝑓0 0 से बदला जा सकता है जिसका अर्थ है कि इस फ़ंक्शन की सीमा जैसे ही दाहिने हाथ की ओर से 0 तक पहुंचती है और यहां हमारे पास यह 𝑓𝑡का s लैपलेस है यहां हमारे पास लैपलेस है 𝑓′𝑡 का तो यह पहले के परिणाम की तुलना में थोड़ा अधिक सामान्य है तो टिप्पणी 2 पर आते हुए इस डेरीवेटिव प्रमेय की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि 𝑓′𝑡का लाप्लास यह 𝑓′ की एक्सपोनेंशियल आर्डर की आवश्यकता के बिना मौजूद है हमने प्रमेय में यह नहीं माना है कि 𝑓′ एक्सपोनेंशियल आर्डर का है लेकिन हमें 𝑓′𝑡 का लाप्लास रूपांतर मिला है और इस लाप्लास परिवर्तन के अस्तित्व को याद करने के लिए हमने एक व्याख्यान में चर्चा की है कि लाप्लास परिवर्तन इस फ़ंक्शन का मौजूद है जबकि यह फ़ंक्शन एक्सपोनेंशियल आर्डर का नहीं है और अब यह स्पष्ट है कि इस डेरीवेटिव प्रमेय से क्या स्पष्ट है क्योंकि यह दिया गया फंक्शनइस sin का डेरीवेटिव है और फिर यदि हम डेरीवेटिव प्रमेय लागू करते हैं जो कहता है कि इसका लाप्लास अब s f𝑡 के लाप्लास का गुना होगा इसलिए sin et2 का लाप्लास और −𝑓 जो कि sin 1 है तो इस फलन के लाप्लास का यह अस्तित्व अब यहाँ से स्पष्ट है जो कहता है कि यह इस फलन के लाप्लास का गुना है जो एक्सपोनेंशियल आर्डर क्रम का सतत फलन है तो लाप्लास यहां मौजूद है और फिर − sin1 तो यह अब इस डेरीवेटिव प्रमेय से स्पष्ट है उदाहरण के लिए इस फ़ंक्शन का लाप्लास इस व्युत्पन्न प्रमेय को सामान्यीकृत किया जा सकता है कि यदि हम दोहरा व्युत्पन्न लेते हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास ऋण है तो यह यहां 𝑓𝑡 का व्युत्पन्न है और फिर हम व्युत्पन्न के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा कार्य यह 𝑓′′ है इसलिए व्युत्पन्न प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग कहता है −𝑓 ′ 𝑠𝐿𝑓′𝑡 जिसका अर्थ है यह −𝑓 ′ 𝑠 और फिर यहाँ हम व्युत्पन्न प्रमेय फिर से लागू कर सकते हैं −𝑓 𝑓𝑡 तो हमारे यहाँ यह s2𝐿𝑓𝑡 𝑠𝑓 𝑓′ है तो सामान्य तौर पर हमारे पास यह परिणाम अब किसी भी डेरीवेटिव के लिए है जो हम प्राप्त कर सकते हैं तो इस के वें 𝑛th क्रम के डेरीवेटिव का लाप्लास 𝑓𝑡 के sn लाप्लास के बराबर है और फिर इस s की शक्ति को कम करते रहें तो हमारे पास sn𝐿𝑓𝑡 sn 1𝑓 sn 2𝑓 ′ fn 1s है यहां डेरीवेटिव बढ़ता रहेगा और इस की शक्ति घटती जाएगी तो इस तरह यह एक बहुत ही सामान्य परिणाम है जहां हम द्वितीयक डेरीवेटिव तीसरे डेरीवेटिव या फ़ंक्शन के किसी भी क्रम डेरीवेटिव का सौदा कर सकते हैं तो कुछ अनुप्रयोगों है तो आप उदाहरण के लिए इस sin2𝜔t खोजना चाहते हैं और हम स्वाभाविक रूप से इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग करना चाहते होंगे तो हमेंइस 𝑓 𝑡 sin2𝜔t लेते है और हम यह डेरीवेटिव मिलता है तो सीधे हमइस sin2𝜔t का परिणाम पता नहीं है sin2𝜔t के लाप्लास परिणत लेकिन अगर हम लेते हैं डेरीवेटिव हमें 2 sin 𝜔𝑡 cos 𝜔𝑡 और यह कारक 𝜔 मिल रहा है जो इस sin 2𝜔𝑡 का 𝜔 गुना है और यह sin 𝑎𝑡 हम डेरीवेटिव जानते हैं हम sin 𝑎𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण को जानते हैं तो हम अब डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं जो इस ओमेगा sin 2𝜔𝑡 का डेरीवेटिव कहता है जो इसका डेरीवेटिव है तो यह इनवर्स लाप्लास का डेरीवेटिव 𝑠 है इनवर्स लाप्लास 𝑓 𝑡sin2𝜔t − 𝑓 तो 𝑓 है sin 0 है 0 तो हमारे पास यह डेरीवेटिव प्रमेय के कारण है और फिर sin2𝜔t का यह लाप्लास हम इसे 𝜔 प्राप्त कर सकते हैं यह s दूसरी तरफ जाएगा और फिर sin 2𝜔𝑡 का लैपलेस जो 2𝜔ss24𝜔2 है जिसे हम 2𝜔ss24𝜔2 की तरह लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ हम इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं हमका लैपलेस भी पाएंगे tn जिसका हमने पहले ही मूल्यांकन किया है लेकिन यह इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग करके प्रदर्शित करता है कि इस tn लाप्लास परिवर्तन को प्राप्त करना कितना आसान है हम जानते हैं कि यदि हमारे पास यह 𝑓𝑡 tn है तो इसका पहला डेरीवेटिव ntn 1 फिर ntn 2 इत्यादि है वें 𝑛th डेरीवेटिव में केवल 𝑛 और यदि हम इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग करते हैं कि के वें 𝑛th क्रम 𝑓 डेरीवेटिव का लाप्लास इस द्वारा दिया गया है यहाँ क्या दिलचस्प है कि 𝑓 0 है 𝑓′ भी 0 है 0 पर यह भी 0 है तो 𝑛 1 तक के ये सभी डेरीवेटिव वे सभी 0 हो जाएंगे तो यह इस फ़ंक्शन के लिए भाग 0 होगा और तब हमारे पास केवल यह लैपलेस f 𝑡 snके बराबर है और 𝑓𝑡 का लाप्लास है तो इसे बाईं ओर लागू करने पर हमारे पास इस nth डेरीवेटिव का लाप्लास है जो n तो n का लाप्लास बराबर है snके और फिर tn का लाप्लास है इस 1 का लाप्लास क्योंकि n स्थिर है इसलिए यहाँ 1 का लाप्लास है हम जानते हैं कि यह 1s है तो हमारे पास 1s यहाँ से 𝑛 के साथहै और फिर वहां s n डिनोमिनेटर के पास जाएगा तो हमारे पास परिणाम है कि tn का लाप्लास है 𝑛 तो हमें यह परिणाम केवल 1 का लाप्लास रूपांतर 1s के उपयोग से प्राप्त हुआ अब इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग करते हुए हम sin 𝑘𝑡 का लाप्लास रूपान्तरण पाएंगे तो f𝑡 sin 𝑘𝑡 है यदि हम मान लें तो यहाँ विशुद्ध रूप से डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग sin 𝑘𝑡 का पता लगाने के लिए किया जाएगा तो पहले डेरीवेटिव का डेरीवेटिव 𝑘 cos 𝑘𝑡 है और हम एक बार फिर एक और डेरीवेटिव लेते हैं हमारे पास k2 और sin 𝑘𝑡 है अब हम इस डेरीवेटिव प्रमेय को दूसरे क्रम के लिए लागू करेंगे तो इस 𝑓′′𝑡 का लाप्लास s2𝐿𝑓𝑡 और −𝑠𝑓 है जो कि 0 है और 𝑓′ जो कि केवल k है इसलिए इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए हमकी लाप्लास है s2 sin 𝑘𝑡 𝑡बराबर s2𝐿sin 𝑘𝑡 करने के लिए हैऔर 0 से घटाकर और हमारे पास −𝑓′ है k तो अब हमारी यह पहचान है कि यहाँ हमारे पास लाप्लास sin 𝑘𝑡 है यहाँ भी हमारे पास लाप्लास sin 𝑘𝑡 है इसलिए इन्हें अब विलय किया जा सकता है और एक गुणनखंड k2s2 होगाऔर दूसरी तरफ हमारे पास यह k है इसलिए kk2s2 लाप्लास sin 𝑘𝑡 का मान होगा इस 𝐿 इनवर्स 𝑠𝐹𝑠 को 𝑓′𝑡 के रूप में लागू करना और इस परिणाम का उपयोग करना कि लाप्लास इनवर्स 1s21 sin 𝑘𝑡 है उदाहरण के लिए यदि हम यहां से गुणा करते हैं तो हम उदाहरण के लिए लैपलेस इनवर्स को खोजना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि ss21 स्वाभाविक रूप से इस डेरीवेटिव प्रमेय के विचार का उपयोग करते हुए तो डेरीवेटिव प्रमेय से हम जानते हैं कि इनवर्स 𝑠𝐹𝑠 𝑓′𝑡 है और यह तब मान्य है जब यह 𝑓 0 है इसलिए हमारे मामले में यदि हम इसे 𝑓𝑡 के रूप में लेते हैं sin 𝑡 f 0 है और 𝑠𝐹𝑠 है तो यह बिल्कुल 𝑠𝐹𝑠 है अगर यह 𝐹𝑠 है तो हमारे पास 𝑠𝐹𝑠 है तो 𝑠𝐹𝑠 का लाप्लास व्युत्क्रम 𝑓′𝑡 होगा जिसका अर्थ है sin 𝑡 का डेरीवेटिव तो sin 𝑡 का डेरीवेटिव cost है तोयह इनवर्स ss21 का कुछ और नहीं बल्कि cost है अब अंत में हम इस लाप्लास अभिन्न के लिए बदलने के बारे में बात करना चाहते हैं और यहाँ हम मानते हैं कि 𝑓 𝑡 और इस अंतराल 0 पर piecewise निरंतर ∞ करने के लिए है इस समारोह 𝑔 𝑡के रूप में 0t𝐹𝑑u हैं मान लीजिए कि यह 𝑔𝑡 0 से t तक इस 𝑓 का अभिन्न अंग है तो हम मानते हैं कि यह फ़ंक्शन घातीय क्रम का है और फिर 𝑔𝑡 का लाप्लास रूपांतरण हम 1s 𝐹𝑠 के रूप में खोजना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ 𝑔 क्योंकि जब 𝑡 0 है यहाँ हमें यह 𝑔 मिलेगा इसलिए g 0 है और 𝑔′ फिर से वहाँ से बस f𝑡 है तो अब यह 𝑔𝑡 निरंतर है क्योंकि 𝑓 पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है और यह इंटीग्रल है 𝑔𝑡 वहां इंटीग्रल है इसलिए 𝑔𝑡 निरंतर हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल आर्डर का है जो समस्या में दिया गया है और 𝑔′𝑡 पीसवाइज कंटीन्यूअस है क्योंकि𝑔′𝑡 𝑓𝑡 है और 𝑓𝑡 पीसवाइज कंटीन्यूअस है तो स्वाभाविक रूप से 𝑔′ पीसवाइज कंटीन्यूअस है तो यह 𝑔′ 𝑡 एक्सपोनेंशियल आर्डर का निरंतर है और 𝑔′𝑡 पीसवाइज कंटीन्यूअस है इसलिए हम इस डेरीवेटिव प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं जिसकी चर्चा अभी पहले की गई थी कि 𝑔′ 𝑡 का लाप्लास g𝑡 का लाप्लास है जो g से घटा है तो हमारे पास 1s 𝑔′ 𝑡 कालाप्लास 𝑔𝑡 के लाप्लास के बराबर है क्योंकि यह 𝑔 0 है इसलिए हमें पहले ही परिणाम मिल गया है कि 𝑔𝑡 का लाप्लास 1sहै और इस 𝑔′𝑡 का लाप्लास जो f𝑡 है तो f𝑡 का लाप्लास जो वहां F𝑠 है उलटा समकक्ष के लिए तो हमारे पास यह इस प्रकार है कि इस 𝐹 𝑠 की 𝐿 इनवर्स उस मामले में 𝑓 𝑡 यह की 𝐿 इनवर्स है 1s𝐹𝑠 हो जाएगा 𝑔 𝑡 मतलब 0t𝐹𝑑u उदाहरण के लिए आ रहा तो हम यहाँ पर चर्चा है कि यह sin tt का लाप्लास s11s2 ds दिआ गया है और हम इस इंटीग्रलके लाप्लास रूपांतर को खोजना चाहते हैं 0tsin uudu तो यदि sin𝑡 दिया जाता है तो इसके समाकलन का लाप्लास क्या है sin tt हम परिणाम जानते हैं कि समाकल के लाप्लास का समाकल 𝐹𝑠sहै तो मूल रूप से हमें केवल 𝐹𝑠 प्राप्त करना होगा 𝐹𝑠 इस इंटीग्रैंड का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है जो कि sin uuहै और लैपलेस पहले से ही समस्या में दिया गया है तो यह इंटीग्रल की लाप्लास हो जाएगा 1s के लाप्लास sin tt है जो पहले से ही वहाँ s11s2 ds और यह 11s2 है tan 1s और उसके बाद सीमा 𝑠 को ∞ जो है tan 1 है 2 tan 1s और यह 𝜋2 tan 1s 1 𝑠 cot−1s है तो यह इंटीग्रल के लिए किया जाता है अगला इस इंटीग्रलका लाप्लास रूपांतर 0tune au𝑑uज्ञात करना है तो हम इसे फिर से लागू करेंगे कि इस f𝑢𝑑𝑢 का इंटीग्रल अंग है इसलिए यहां 𝑓𝑢 une au है और इसलिए हमें इसका केवल लाप्लास रूपांतर प्राप्त करना है और फिर हम बस विभाजित कर सकते हैं तोtne at का लाप्लास रूपांतर इस शिफ्ट प्रमेय द्वारा हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक है n ssan1 यह 𝑎 वहां इस बदलाव के कारण आ रहा है तो हमारे पास 𝑛 ssan1 है और तब यह समाकल केवल 1s होगा और यह 𝑛 तो यह भी किया जाता है और अब हम उदाहरण के लिए गणना करना चाहते हैं यह L उलटा 1ss21 हैऔर हम इनवर्स के लिए इस इंटीग्रल की इस समान परिभाषा का उपयोग करेंगे तो हमारे पास 𝐿 उलटा 𝐹𝑠 s है इसलिए यदि हम उदाहरण के लिएL इनवर्स को जानते हैं 1s21 तो हम 𝐹𝑠 के लिए प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस फ़ंक्शन को एकीकृत करके 𝑠 से विभाजित करते हैं तो यहाँ हमें यह 1s21 का इनवर्स प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे हम जानते हैं कि यह एक sine फलन है तो हमारे पास sin 𝑢 फिर 𝑑𝑢 है जिसे अब हमें यहां एकीकृत करना होगा जो 1 cost देगा क्योंकि हमने यहां 0 से t को एकीकृत किया है अंतिम उदाहरण हम इस प्रतिलोम लाप्लास रूपान्तरण को ज्ञात करना चाहते हैं s 1s2s21 तो यहाँ हमारे पास यह s है जिसे इस विभाजन प्रमेय के साथ नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए हमें s 1s21का L इनवर्स खोजने की आवश्यकता है जो फिर से रैखिकता कहता है कि यह इनवर्स है ss21 1s21 और फिर यहाँ हमारे पास cost है और फिर यह sint है इसलिए यदि हम इसे केवल मानते हैं 1s तो इसका अर्थ है कि हमें इसे 0 से t में एकीकृत करना होगा अर्थात 0 से t यह cos 𝑢 sin 𝑢 इस 𝑑𝑢 पर तो यहाँ हमारे पास cost होगा sint और sint होगा cosu तो हमारे पास cost है और फिर cos 0 1 है भी वहां आ रहा होगा तो अब हमारे पास इस s 1s2s21 का इनवर्स है लेकिन प्रश्न में यह s2के लिए पूछा जाता है इसलिए हमें इसे एक बार फिर से लागू करना होगा ताकि इसे एक और s में समायोजित किया जा सके जिसका अर्थ है कि हमें इस sin 𝑡 cos 𝑡 − 1 को 0 से t तक 𝑑𝑢 इस पर एकीकृत करना होगा तो इस एकीकरण के बाद हमें 1 t sin 𝑡 cost मिलता है ठीक है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और सिर्फ इसलिए समाप्त करने के लिए आज हमने इस डिवीजन प्रॉपर्टी पर चर्चा की है जो कहती है कि अगर इस 𝑓𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 𝐹𝑠 है तो हम 𝐹tका यह लैपलेस प्राप्त कर सकते हैं0t𝐹𝑑u के रूप में इसलिए यदि आप इस अतिरिक्त t को इस डिनोमिनेटर में समायोजित करना चाहते हैं तो हमें वहां एकीकृत करना होगा डेरीवेटिव का लाप्लास इस लाप्लास परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है तो हमारे पास f के 𝑛th डेरीवेटिव के लाप्लास की गणना इस सूत्र की मदद से की जा सकती है और यह इंटीग्रल का लाप्लास है जिसका अर्थ है कि यदि हमारे पास यह f𝑡 है और हम इस इंटीग्रल का लाप्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो यह है बस 𝐹𝑠 जो उस f𝑡 का लाप्लास रूपांतर है और हमें इस इंटीग्रल को समायोजित करने के लिए यहां से विभाजित करना होगा इसलिए इन सभी गुणों की सहायता से हमने देखा है कि लाप्लास के मूल्यांकन के साथ साथ बहुत अधिक जटिल फंक्शन का उलटा लाप्लास रूपांतरण आसान हो जाता है तो हम पिछले व्याख्यान में कुछ और गुणों के साथ जारी रखेंगे और इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं